आइए हम चर्चा कि शुरुआत मेटाफरlईजेशन से करते हैं अगर मैं आपसे सवाल पूछूं आप को क्या समझ आया मैं कहूंगी मेटानिमाईजेशन में शब्द का अर्थ पड़ोसी के अर्थ से संबंधित होता है और मेटाफरlईजेशन वह है जहां शब्द एक दूसरे से लाक्षणिक रूप से समान होते हैं l या आप कह सकते हैं कि यह दिखने में एक जैसे होते हैं l इस प्रकार आप इन्हीं को मेटाफरlईजेशन कहते हैं l लेकिन अगर मैं आपसे एक परिभाषा केंद्रित उत्तर पूछू जहाँ तक मेटाफरlईजेशन का सम्बंध है तो आपको चाहिए कि याद रखें मेटाफरlईजेशन एक सादृश्य सिद्धांत है जिसमें एक अवधारणा शामिल है वैचारिक संरचना का एक तत्व C a दूसरे वैचारिक संरचना का तत्व C b के संदर्भ में जुड़ा हुआ होता है l अगर मैं नहीं समझाऊँ तो यह आपके लिए मुश्किल होने वाला है मैं इसे आपके लिए समझाती हूँ एक C a है और दूसरा C b है l C a क्या है C a वैचारिक संरचना १ है और C b वैचारिक संरचना है २ है l एक C a है दूसरी ओर C b l हम क्या करने जा रहे हैं हम इन दोनों के बीच सादृश्य करने जा रहे है C a और C b k बीच में हम C a के कुछ तत्व और C b के कुछ तत्व को सिद्धांत अनुरूप निरीक्षण कर सकते हैं या हम वास्तव में इन दोनों के बीच एक निश्चित प्रकार की समानता का पता लगा सकते हैं I दो उपमाओं की पहचान की यह प्रक्रिया और फिर संभाषण में इसका उपयोग किए जाने को मेटाफरlईजेशन कहते है क्या यह अब आपके लिए स्पष्ट है अब आप औपचारिक परिभाषा पढ़ते हैं और मुझे आशा है कि आप इसे समझ पाएंगे l तो क्या है मेटाफरlईजेशन एक सादृश्य सिद्धांत सादृश्य शब्द याद रखें इसका मतलब है आपको दो चीजों के बीच समानता का पता लगाना है I यह किस तरह का सिद्धांत है इसमें वैचारिक संरचना का तत्व C a और वैचारिक संरचना का तत्व C b शामिल है तो Ca है वैचारिक संरचना 1 C b है वैचारिक संरचना २ तो हम तकनीक के माध्यम से या मेटाफरlईजेशन के क्रियाविधि के माध्यम से क्या कर रहे हैं हम C a k तत्व को C b के दूसरे तत्व के संदर्भ में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये दोनों C a और C b k पास अतिव्यापी सादृश्य या अतिव्यापी समानता है इस इस तरह से हम सेमांटिक टाइपोलॉजी के संदर्भ में शब्दार्थ परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहे हैं अब हम यहाँ एक उदाहरण देखते हैं इस उदाहरण का उल्लेख मैंने यहाँ संदर्भ में नहीं दिया है यह मुख्य रूप से स्वित्ज़र १९९० की शोध है तो आपको किस तरह का उदाहरण यहाँ से प्राप्त होता है हो सकता है इससे पहले कि मैं इस व्युत्पत्ति या इस चर्चा में जाऊँ मुझे स्थानिक और लौकिक सम्बंधों के बारे में कुछ बातें लिखना होंगी हम मेटाफरlईजेशन को एक प्रतिक्रिया के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं l इस मामले में जाहिर है एक सादृश्य सिद्धांत शामिल है I मैं जिस सिद्धांत की बात कर रही हूँ वह दो संरचित वैचारिकों C a और C b के बीच तुलना स्थापित करता है l C a में कुछ तत्व हैं जो C b के समान हैं क्योंकि दो ज्ञानक्षेत्रों के बीच समानता है इस सम्बंध को मेटाफरlईजेशन या मेटाफोरिकल स्थापित करना कहेंगे इसलिए इस सम्बंध में मैं चाहूंगी कि आप इसका अर्थ समझें I शाब्दिक मद हो या शब्द हो इसका न केवल एक लौकिक संबंध है बल्कि एक रियायती संबंध भी है आप यहां का डाटा देखें आप को अस्थाई रूप से यl समय के हिसाब से जबकि का अर्थ क्या मालूम होता है आप जबकि से क्या सोचते हैं इसका क्या अर्थ होना चाहिए जबकि का अर्थ होता है उस दौरान l जब मैं कहती हूं कि मैं अपने दोस्त से मिली जब मैं स्कूल जा रही थी इस मामले में स्पष्ट है कि मैं उस समय के दौरान की बात कर रही हूं जब मैं स्कूल जाया करती थी l जबकि के अर्थ को इस प्रकार से पता लगाना होता है कि वह लौकिक संबंध या लौकिक संकेत का हिस्सा बन सके l अस्थाई रूप से जबकि का अर्थ इस तरह से निकल जाता है सरी ओर सेमांटिक चेंज भी हो रहा है अगर आप इसे टाइपोलॉजिकल दृष्टिकोण से समझे कि क्या अर्थ परिवर्तन हो रहा है अस्थाई रूप से जबकि के लौकिक अर्थ में रियायती अर्थ भी शामिल है और जबकि का रियायती अर्थ है हालांकि l मैं एक उदाहरण देती हूं कि मैंने उसे कलम की पेशकश की जबकि उसने इसे नहीं लिया इस तरह से हालांकि मैंने उसे एक कलम भेंट की थी उसने वह स्वीकार नहीं की l इसका मतलब है कि मैंने पेशकश तो की लेकिन साथ ही उसने स्वीकार नहीं किया यहां रियायती अर्थ से लौकिक अर्थ का सेमांटिक चेंज हो रहा है यह जबकि का एक उदाहरण है l जबकि का यह उदाहरण अध्ययन करने के लिए बहुत हीदिलचस्प है दूसरा उदाहरण समझ है जब आप समझ कहते हैं तो इसका स्वचालित रूप से अर्थ है जब्त जब्त का मतलब है किसी चीज को नियंत्रण में रखना किसी चीज को जब्त करना रोकना कुछ या कुछ अपने नियंत्रण में रखना आप इस 'समझ' का मतलब बड़ा भी सकते हैं अगर आपको ओवर एक्सटेंशन याद हो जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी l इसे एक और अर्थ तक बढ़ाया जा सकता है जिसका अर्थ समझें कि शब्दार्थ की अवधारणाओं को समझ पाना मेरे लिए कठिन था यदि यह कथन है तो शब्दार्थ की अवधारणाओं को समझ पाना मेरे लिए कठिन था यहाँ समझ का अर्थ बोध है तो पूरे डोमेन में प्रक्षेपण या छलांग के संदर्भ में यह एक उदाहरण है कि किसी डोमेन में एक विशेष अर्थ को एक अलग तरीके से कैसे पेश किया जाता है दूसरे डोमेन को किसी दूसरे तरीके से तो जब हम समझ का अर्थ जब्त कहते हैं तो वह एक अलग डोमेन है और जब हम समझ को बोध के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसका डोमेन अलग हो जाता है इस तरह जब्त और बौद्ध एक ही शब्द के दो अलग डोमेन हैं तो समझ का मतलब है जब्त बनाम बौद्धl ठीक इसी प्रकार जबकि का अलौकिक अर्थ है समय के दौरान और रियायती अर्थ है हालांकि l सेमांटिक चेंज की यह प्रतिक्रिया क्रॉस लिंग्विस्टिक्स में आती है इसलिए यह विशेष बात एक क्रॉसलिंग्विस्टिक्स की प्रतिक्रिया है यह संभावना है कि दुनिया के अधिकांश भाषाओं में इस क्रॉस लिंग्विस्टिक्स प्रक्रिया को खोजा जा सकता है जहाँ तक मेटाफरlईजेशन का सम्बंध है क्या यह स्पष्ट है कि आप समझ सकते हैं इसलिए अगर मैं इसे संक्षेप में बताती हूँ या अगर मैं इसे संक्षिप्त रूप में रखूं जब मैं मेटाफरlईजेशन कहती हूँ तो यह मुख्य रूप से एक अनुरूप सिद्धांत है और यह अनुरूप सिद्धांत C a और C b से सम्बंधित है C a दर्शाता है वैचारिक संरचना १ C b वैचारिक संरचना २ l मेटाफरlईजेशन के क्रियाविधि माध्यम से जब अर्थ बदल जाता है कुछ घटक या वैचारिक संरचना के कुछ तत्वों में अनुरूप के साथ वैचारिक संरचना C a -C b उत्पन्न होते हैं यह सम्बंध C a या समकालिक सदृश्य के बीच का है l कुछ घटक या कुछ तत्व C a और C b के सेमांटिक चेंज यानी अर्थ परिवर्तन को उत्तेजित करते हैं जिन उदाहरणों को हमने लिया जैसे कि 'जबकि' जिसका एक अस्थाई अर्थ है और दूसरा रियायती अर्थ है समझ के उदाहरण में एक ओर बोध है तो दूसरी ओर जप्त है दोनों उदाहरणों में डोमेन अलग अलग है l अर्थ के प्रक्षेपण के संदर्भ में ये छलांग या ये एक डोमेन से दूसरे डोमेन में कूदते हैं तो इस तरह हम एक प्रक्रिया के रूप में मेटाफरlईजेशन को समझ गए अब हम मेटानीमाईजेशन की ओर बढ़ते हैं मेटाफरlईजेशन के विपरीत मेटानीमाईजेशन है l इन दोनों के गरीब सम्बंध माने जाते हैं इसका मतलब है जब आप पारंपरिक उदाहरणों के बारे में बात करते हैं तब एक बहुत ही सीमित घटना प्रतीत होती है जो सम्बद्ध हो सकती है मेटानीमाईजेशन के साथ अंततः यह मेटाफरlईजेशन में वापस चला जाता है लेकिन हमें विशिष्टता का पता लगाना होगा जिसमें मेटानीमाईजेशन शामिल हो उलमान१९६४ के काम के बाद शायद मैं यहाँ केवल संदर्भ लिखूंगा तो यह है उल्मन कृपया इनके काम को थोड़ा और ध्यान से समझे १९६४ यदि आप इस काम का पालन करते हैं तो आपको एहसास होगा कि मेटानीमाईजेशन को एक वैचारिक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है जैसे हमने मेटाफरlईजेशन के लिए किया था मेटाफरlईजेशन के लिए हमें वैचारिक घटना को समझने की जरूरत है इसलिए हमें इस विचार से बाहर आना चाहिए कि यह खराब सम्बंध में है l मेटाफरlईजेशन और मेटानीमाईजेशन समझने के लिए पूर्वधारणl और पक्षपात नहीं रखना चाहिए दोनों की अपनी अलग विशेषताएँ हैं और शोधकर्ता कि मदद करने के लिए दोनों में समान शक्ति है सेमांटिक चेंज को समझें आइए देखते हैं कि मेटानेमाइजेशन क्या है मेटाफरlईजेशन से मिलता जुलता मेटानीमाईजेशन भी एक वैचारिक घटना है इसमें क्या होता है के हम आम तौर पर कुछ परिकल्पनाओं के बारे में सोचते हैं और हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा है की इस तरह की परिकल्पना प्रक्रिया के माध्यम से सही साबित होने वाली है लेकिन इससे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि अधिक जानने के लिए हम किस तरह के उदाहरणों का अध्ययन कर सकते हैं मेटाफरlईजेशन के बारे में इस घटना को समझने के लिए यहाँ कुछ पारंपरिक उदाहरण दिए गए हैं याद रखें मेटाफरlईजेशन हमेशा एक भाग पूरे सम्बंध में होता है यदि आपको टैक्सोनॉमी और पार्टोनॉमी हो भाग पूरा सम्बंध या तो आप के मेटानीमाईजेशन का हिस्सा होगा या आप इसे अंश पूर्ण सम्बंध कहते हैं या आप इसे कारण प्रभाव सम्बंध कह सकते हैं आइए हम पहला उदाहरण गाल के रूप में लेते हैं गाल का अर्थ है जबड़े की हड्डी जबड़े की हड्डी का एक हिस्सा ठीक उसके ऊपर मांसपेशी के रूप में होता है l तो अगर यह आपके जबड़े की हड्डी है तो यह पूरा मांसपेशी क्षेत्र में होगा l एक बड़ा सेट है और पूरे मांसपेशी हिस्से के उस बड़े सेट के अंदर आपके जबड़े की हड्डी हो इसलिए वह पूरा गाल कहलाता है तो गाल के अर्थ को समझने के लिए आपको मानव चेहरे के भागों का संबंध पता लगाना होगा l कील के साथ भी ऐसा ही है कील का अर्थ होता है जहाज लेकिन कील और जहाज का संबंध एक संपूर्ण सम्बंध होगा l हॉकनी जो मुख्य रूप से आप हॉकनी कहते हैं तो इसका मतलब है आप उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसने इस चित् को तैयार किया है बल्कि आप उसके उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं l मेटोनिमीकली रूप से हॉकनी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है लेकिन व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप उत्पाद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ये कुछ पारंपरिक उदाहरण हैं जिन को समझ के आपको मदद मिलने चाहिए यह समझने के लिए कि मेटानीमाईजेशन क्या है अब चूंकि हमने देखा है कि मेटाफरईजेशन और मेटानीमाईजेशन के बीच अधिक अतिव्यापी हो सकती है वैचारिक संरचना के संदर्भ में मेटानीमाईजेशन को हम पहचानने की कोशिश करें l इसे और ज्यादा समझने के लिए संकेतवाचक से सम्बंधित कुछ विशेष घटनाएँ देखें l आइए हम नीचे दी गई हुई तालिका देखते हैं l हम वैचारिक मेटानीमी के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसकी आवश्यकता है विस्तार से पढ़ने के लिए ताकि विषयीकरण का सही ज्ञान प्राप्त हो l अधिकरण एक भाषाई क्रियाविधि है और फिर हम हमेशा कुछ वैशिष्ट्य के बारे में सोच सकते है जिससे हम भाषा को विशेष रूप से समझ सके l इसके लिए हमने उत्कृष्ट लैटिन के उदाहरण पर विचार किया है हालांकि लेखक इसको अश्लील कहेंगे मुझे नहीं पता कि हैरिस १९७८ ने अशिष्ट लैट्रिन का इस्तेमाल क्यों किया है l हो सकता है यह बोलचाल की लैटिन हो आइए देखें कि मेटाफ्राईजेशन या मेटानीमाईजैशन के बाद अर्थ का दृष्टिकोण कैसे बदल गया हम समझने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि यह परिवर्तन मेटानीमी में ज्यादा होता है इसका मतलब है कि मेटाफराईजेशन को मेटानीमाईजेशन का भाग माना जाता है इस मामले के लिए आइए हम कुछ निदर्शक और के उदाहरण को देखें और शास्त्रीय लैटिन बनाम अशिष्ट लैटिन की पहचान करें तालिका में यहाँ दिए गए आंकड़ों को देखें हमारे पास पहले डीमानसट्रेटीवस हैं फिर हेडिंग को देखकर पहचान करें तो डीमानसट्रेटीवस पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति है l यह एक एनाफहोरीक उपयोग है तो इसका अर्थ है स्व और समान यह तब होता है जब आप देखते हैं पहले व्यक्ति पर और डेमोंस्ट्रेटिव्स में ये शब्द देखते हैं तो यह तालिका हमें क्या बताती है आइए हम यहाँ एक तरह का विश्लेषण करते हैं मुझे लगता है कि मैंने यहाँ अगली स्लाइड में लिखा है मैं अगली स्लाइड की व्याख्या करने जा रही हूँ और फिर आप वापस जाएँ और इसे तालिका में जांचें तो हम यहाँ क्या अध्ययन करने जा रहे हैं हम अध्ययन करने जा रहे हैं या हम दो प्रमुख तंत्रों के बाद अर्थ परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं एक क्रिया विधि मेटाफ्राईजेशन है और दूसरी क्रिया विधि मेटानीमाईजैशन है हमें यह जांचना होगा कि शास्त्रीय लैटिन से इस तरह के बदलाव को वल्गर लैटिन में जाना है या आम बोलचाल की भाषा में आपको क्या लगता है कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन शामिल हैं मेटाफ्राईजेशन के डोमेन का या फिर मेटानीमाईजैशन के डोमेन का आइए हम इसे देखें यह अध्ययन डेमोंस्ट्रेटिव् सर्वनाम के उस विषय पर आधारित है जो वल्गर लैटिन में विकसित हुआ तो डेमोंस्ट्रेटिव्स सर्वनाम से अर्थ कैसे अर्थ बदल गया l इसकी प्रस्तुति में शास्त्री लैट्रिन का प्रतिनिधित्व कैसे बदल गया तो ये शब्द शास्त्रीय लैटिन के हैं जो आप मेरे पहले व्यक्ति के पास देखते हैं दूसरे व्यक्ति के करीब एक और शब्द है तीसरे व्यक्ति के करीब किसी अन्य व्यक्ति के लिए इसलिए यह ऐसा है जैसे १ २ ३ यदि आपको याद है तो डेटा कि जांच करें पहले h i c है फिर यह i s t e है फिर यह i l l e है तो h i c पहला व्यक्ति होगा I s t e दूसरा व्यक्ति डेमोंस्ट्रेटिव् होगा ille तीसरा होने जा रहा है और I p s e रिफ्लेक्स या स्वयं होने वाला है लेकिन बोलचाल के latin के मामले में I s t e क्या है Iste का अर्थ बदल गया है अर्थ I s t e पहला व्यक्ति डेमोंस्ट्रेटिव्स बन गया है C L देखें शास्त्रीय लैटिन को दर्शाता है और V L वल्गर लैटिन को दर्शाता है l शास्त्रीय लैटिन में डेमोंस्ट्रेटिव्स देने वाला दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति बन गया है डेमोंस्ट्रेटिव्स और ipse जो स्वयं प्रतिशोधी हुआ करते थे वह दूसरे व्यक्ति बन गए हैं डेमोंस्ट्रेटिव् और साथ ही यह पहचान योग्य डोमेन में भी चला गया है तो क्लासिकल लैटिन से वल्गर लैटिन या बोलचाल में काफी बदलाव आ गए हैं l इस तरह का परिवर्तन हालांकि यहां हमारे पास सिर्फ लैटिन से डेटा है हम हमेशा कुछ अन्य भाषा के डेटा प्राप्त कर सकते हैं और इसे क्रॉस लिंग्विस्टिक्स की विशेषता माना जाता है डेमोंस्ट्रेटर अर्थ के परिवर्तन या डेमोंस्ट्रेटिव विज्ञान में यह बदलाव सेमांटिक चेंज के स्तर पर सबसे अधिक पाए जाने वाले टाइपोलॉजिकल परिवर्तनों में से एक रहा है इसका मतलब है यहाँ चिंता का विषय है कि सिमेंटिक टाइपोलॉजी में आपको परिवर्तन आम तौर पर दुनिया के शास्त्रीय भाषा से बोलचाल की भाषा में या इसके विपरीत मिलेगा जो बहुत सारे कारकों से शुरू हो जाता है l लेकिन प्रमुख चीजों में से आपको याद रखने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के परिवर्तन क्रॉस लिंग्विस्टिक्स में स्वाभाविक होते हैं यह सिर्फ लैटिन में ही नहीं हुआ है बल्कि दुनिया की कई अन्य भाषाओं में भी हुआ है यह डेटा का सिर्फ एक सेट है और आप हमेशा विभिन्न डाटा में बहुत सारे उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं की कैसे परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया विधि है इसलिए इस जानकारी के साथ अधिकरण के जरिए मैं भाषा परिवर्तन या सेमांटिक एक्सचेंज के विस्तार में जाना चाहूंगा l चर्चा के प्राथमिक से डाईक्रॉनिक चर्चा भी शामिल है यह विकासात्मक चर्चा के दृष्टिकोण से होने जा रहा है अधिकांश में जब आप भाषा टाइपोलॉजी और भाषा परिवर्तन देखते हैं तो यह दो प्राथमिक डोमेन में होता है वास्तव में तीन मैं होता है लेकिन ज्यादातर मामलों में मैंने जो किया है वह मैंने अधिग्रहण किया और एक साथ उसका उपयोग किया लेकिन अन्यथा यह एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अधिग्रहण केंद्रित परिप्रेक्ष्य और फिर केंद्रित दृष्टिकोण है जब आप ऐतिहासिक कहते हैं तो आप मुख्य रूप से इस अंतर को लक्षित कर रहे हैं कि कैसे भाषा हाल के दिनों में शास्त्रीय से समकालीन भाषाओं में बदल गई है या आम बोलचाल की भाषा बन गई I कैसे बच्चे बनाम बड़ों में अधिग्रहण होता है l अर्थ परिवर्तन डोमेन को वे इसे कैसे प्रवचन में उपयोग करते हैं अगले कुछ मिनट में भाषा अधिग्रहण केन्द्रित तरीके से शब्दार्थ परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने जा रही हूं l चूंकि हम शब्दार्थ टाइपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे मामले में सेमांटिक चेंज कैसे होते हैं l हमें विकास केंद्रित चर्चा और डाईक्रॉनिक केंद्रित चर्चा कहना चाहिएI हमें मालूम हुआ कि समय के साथ डेमोंस्ट्रेटिव के अर्थ में बदलाव आ गए हैं इससे संबंधित कुछ जानकारी लैटिन के डेटा के माध्यम से प्राप्त हुई शास्त्रीय लैटिन बनाम अशिष्ट लैटिन अब हम पता लगाने की कोशिश करेंगे की अधिग्रहण के माध्यम से सेमांटिक चेंज कैसे होते हैं यहां विचार का विषय यह है कि भाषा अधिकरण में क्या मापदंड शामिल है खास करके जब बच्चा भाषा को अधिकरण करता है और जब बड़े ऐसा करते हैं इस पर काफी बहस हो सकती है कि भाषा को बच्चे नवाचार करते हैं या बड़े करते हैं इनमें कौन अधिक रचनात्मक है और कौन अधिक नवीन है तो जिसको बेहतर समझ होगी सेमांटिक चेंज की और इसके विशेष रूप से व्याकरण या कोडित में परिवर्तन संरचना की वह इसको समझ पाएगा l जब मैं कहती हूं कि भाषा बदलती है तो मैं यहां बात कर रही हूं या मैं इस पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं l इसकी संरचना व्याकरणिक परिवर्तन कोडित संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है बच्चे पूरी तरह से या अपूर्ण रूप से से भाषा प्राप्त करते हैं l मैं इसमें नहीं जा रही हूं लेकिन फिर बच्चों या बड़ों की भाषा के लिए दो अलग अलग तरीके हैं बड़ों के भाषा के अधिग्रहण के लिए भी संरचना अलग है और वयस्क एक अलग तरीके से भाषा का अधिग्रहण करते हैं लेकिन जहाँ तक शब्दार्थ का सवाल है इसके बारे में सामान्य बात यह है कि शब्दार्थ का टाइपोलॉजी से क्या संबंध है हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह यह है कि इसकी दो अलग अलग श्रेणियां हैं एक सामान्य ज्ञान तर्क है और फिर दूसरी अबदक्षण है अबदक्षण थोड़ा अजीब है लेकिन फिर हमें यह पता लगाना होगा कि यह अबदक्षण भाषा अधिग्रहण करने में कैसे काम करती है तो यह क्या है जहां तक नवाचार का या रचनात्मकता का संबंध है बच्चे निश्चित रूप से रचनात्मक हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन भाषा अधिग्रहण के मामले में बच्चों की रचनात्मकता दूसरी है इसलिए यदि आप स्लोबिन का अनुसरण करें तो वह कहेगा बच्चों को व्याकरणिक रूपों के व्यावहारिक विस्तार का पता चलता है बच्चे इसे सीखने की कोशिश करते हैं या इसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से हासिल करने की कोशिश करते हैं l व्यवहारिक विस्तार से बच्चों ने व्याकरणिक की खोज को प्रवचन किया है l वे वास्तव में इसकी व्याकरणिक संरचना पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे बड़े लोग डोमेन के व्याकरणिक संरचनात्मक विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं l तो जब आप देखते हैं कि बच्चे व्याकरणिक के व्यावहारिक विस्तार का पता लगाते हैं या फिर ऐसा करने की कोशिश करते हैं l हम इसे नवाचार नहीं कहेंगे क्योंकि यह पहले से ही सिस्टम में है l इन को पुराने वक्ताओं द्वारा अलग अलग तरीके से नवाचारित किया जाता है इसलिए जब आप नवाचार के बारे में सोचते हैं तो आपको इसके बारे में सोचना होगा या आपको पुराने वक्ता के बारे में बात करना होगी क्योंकि वे इसे प्रवचन में इस्तेमाल करते हैं और जब से उन्होंने इस प्रवचन का उपयोग किया है बच्चे इसे समझने की कोशिश करते हैं या वे व्यवहार के माध्यम से इसकी विस्तार से खोज करते हैं और यह व्यावहारिक विस्तार पहले से ही बुजुर्गों द्वारा या पुराने वक्ताओं द्वारा किया गया है और इस तर्क को देखते हुए हमें यह कहना होगा कि बच्चे संवादात्मक हस्तक्षेप की एक लंबी विकास प्रक्रिया को हासिल कर लेते हैं l इसलिए बच्चे इसे बातचीत के माध्यम से हासिल करने जा रहे हैं लेकिन किसने बातचीत की है यहाँ कौन अभिनव रहा है तो यह सवाल बच्चों के लिए निश्चित है किया है लेकिन फिर यह बातचीत जो कि बच्चों ने अब तक की है पहले की तरह प्रवचन में और यह पुराने वक्ताओं द्वारा की गई है और ये बड़े वाले लोग बच्चों को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि हम व्यावहारिक विस्तार और व्याकरणिक रूप से भाषा का प्रवचन कर रहे हैं इसीलिए स्लोबिन की बात ठीक है कि यह यह बड़े लोग बच्चों की तुलना में अधिक नवीन हैं यह बड़े लोग हैं जो अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत योगदान देते हैं यह सिमेंटेक चेंज में व्याकरणिक रूपों के व्यावहारिक विस्तार की पहचान करके समझा जा सकता है तो फिर जब मैंने आपको दो शब्दों के बारे में सोचने के लिए कहा तो एक सामान्य ज्ञान तर्क है और फिर दूसरा एबदक्शन है यहां मेरी चिंता यह है कि एबदक्शन का मूल विचार क्या है एक विचार के रूप में एबदक्शन एक निरीक्षण परिणाम है जो एक कानून को लागू करता है और बताता है कि इसमें कुछ मामला हो सकता है इबडक्शन के बारे में बात करते समय तीन चीजें होती हैं इस मामले में इबडक्शन भाषाई है यह एक निरीक्षक परिणाम होगा फिर एक कानून लागू करना होगा और अंत में इससे होने वाली प्रतिक्रिया का पता लगाना होगा l तो ये तीन चीजें हैं जिन से यह इबडक्शन किया जाता है इसीलिए अगला बयान बहुत महत्वपूर्ण है यह कहता है कि आपको इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं होना चाहिए l इसका मतलब है आपको कम कहना चाहिए लेकिन अधिक बताना चाहिए कथन को ध्यान से देखें मूल विचार को ध्यान में रखते यह देखा गया है कि इबडक्शन एक से आगे बढ़ता है यह एक कानून को लागू करता है और यह मानता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो इसे बनाए रखे आपको इस तरह के आंकड़ो का उपयोग करना होगा और वह क्या है तुम्हें जरूरत से ज्ज्यादा नहीं चाहिए l अनावश्यक रूप से बहुत सारे लेक्सिकल आइटम या बहुत सारे वाक्यांशों को तैनात न करें ऐसा न करें तो पहले बात यह है कि यदि आप वाक्य को दो भागों में बांटते हैं तो ही आप इस बात को समझ सकते हैं सबसे पहला भाग कहता है कि आपको इससे अधिक नहीं चाहिए बस सीमित संख्या में बातें कहें इससे आगे न जाएं लेकिन आप क्या कहते हैं कि आपको अधिक मतलब होना चाहिए कम कहो लेकिन अधिक मतलब हो यह कैसे हो सकता है यह व्यावहारिक उपकरणों के जुड़ाव से हो सकता है भाषाई प्रणाली का उत्पादन शब्दों की न्यूनतम संख्या के साथ या बहुत व्यावहारिक अनुमानों के साथ होता है क्योंकि आपके वाक्यांश का पूरा शब्दार्थ या संपूर्ण अर्थ प्रवचन से पूरा हो रहा है l तो अबडकसन के मामले में क्या होता है यहाँ क्या अबडकशन हुआ अबडकशन का क्या मतलब है कि आपको एक निरीक्षण परिणाम से आगे बढ़ना होगा जो भाषाई पर्यावरण मैं हो रहा है फिर आपको एक कानून लागू करना होगा इसका मतलब है आपको एक सिद्धांत बनाना होगा और तीसरा आपको यह अनुमान लगाना होगा कि कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इसका सार है तो इसीलिए जब आप बोलते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कि आपको क्या करना चाहिए l तथा आपके भाषण के माध्यम से अर्थ अधिक व्यापक होना चाहिए अर्थ अधिक समावेश होना चाहिए और यह कैसे होगा व्यावहारिक निशानों की तैनाती से यह व्यावहारिक निशान अंततः अर्थ परिवर्तन का नेतृत्व करते हैं तो बच्चों में सिमएंटीक चेंज कैसे होता है जहां तक विकासात्मक भाग का संबंध है और तीसरा आपको यह अनुमान लगाना होगा कि कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इसका सार है इसलिए इसीलिए जब आप बोलते हैं तो बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इससे ज्यादा कुछ नहीं और आपके भाषण के माध्यम से अर्थ अधिक व्यापक होना चाहिए अर्थ अधिक समावेशी होना चाहिए और यह कैसे होगा व्यावहारिक मार्करों की तैनाती से ये व्यावहारिक मार्कर अंततः अर्थ परिवर्तन का कारण बनते हैं इसलिए जहाँ तक एक बच्चे के लिए विकासात्मक भाग का संबंध है शब्दार्थ परिवर्तन कैसे होता है तो बच्चों के भाषा अधिग्रहण के विकास स्तर होता है हमें यह पता लगाना होगा कि शब्दार्थ व्यावहारिक इंटरफ़ेस से टाइपोलॉजिकल पैटर्न या क्रॉस लिंग्विस्टिक्स टाइपोलॉजिकल पैटर्न को समझने के लिए कैसे काम करते है तो यहाँ से आगे से मैं सिमेंटेक टाइपोलॉजी के बारे में बात करूंगी लेकिन मैं थोड़ा व्मैट्रिक्स टाइपोलॉजी लाऊंगी जहाँ तक भाषा के उपयोग का संबंध है l अब तक हमने इस बात पर चर्चा की है कि किस तरह से सिमएंटीक चेंज आपके द्वारा किया गया है शास्त्रीय लैटिन और बोलचाल के लैटिन के उदाहरण से लेकिन अब हम उदाहरणों के माध्यम से देखने जा रहे हैं l मैं इसे बहुत व्यापक नहीं बना रही हूँ हम देखेंगे कि कैसे सेमांटिक्स और प्रगमेटिक्स टाइपोग्राफी का इंटरफ़ेस काम करता है कुछ प्रगमेटिक्स निशानों की तैनाती से बच्चे को भाषा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है l अधिग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से अर्थ बदल जाता है यह भी एक तरह का भाषा विकास है l और यह परिवर्तन मेरे द्वारा किए गए सीमाटिक चेंज का एक हिस्सा है सेमांटिक चेंज की टाइपोग्राफी में व्यावहारिकता की चर्चा शामिल है तो आपको अगले 2 सत्र या चल रहे सत्र में सिमेंटेक टाइपोलॉजी और प्रगमेटिक टाइपऑलजी की अति व्यापक चर्चा करने को मिलेंगी l धन्यवाद हम अगले सत्र में सिमेंटिक टाइपोलॉजी के बारे में अधिक बात करेंगे